अब हम स्मार्ट शहरों और स्मार्ट घरों के दूसरे भाग में आते हैं भाग एक में हमने स्मार्ट शहरों की आवश्यकता के बारे में स्मार्ट शहरों के निर्माण में चुनौतियों और स्मार्ट शहरों के निर्माण के संबंध में कुछ अलग मुद्दों पर बात की इसलिए इस विशेष व्याख्यान में फिर से हम स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये फिर से आप जानते हैं कि स्मार्ट शहरों पर हम जो भी चर्चा करेंगे वे स्मार्ट घरों के लिए भी लागू होंगे लेकिन हम एक और व्याख्यान में स्मार्ट होम पर ध्यान केंद्रित करेंगे लेकिन यहाँ हम स्मार्ट शहरों को सक्षम करने के पीछे कुछ तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं कुछ तकनीकी मुद्दों पर इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कुछ पर विचार करें हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे पास परिवहन रेलवे स्कूल और वगैरह ये सभी अलग अलग घटक हैं और हम कहते हैं कि हमारे बीच यह जनसंख्या है जनसंख्या का अर्थ नागरिकों का सही है तो इन सभी चीजों के ये अलग अलग घटक हैं बता दें कि यह परिवहन है तो परिवहन घटक में अलग अलग सेंसर हैं अलग अलग एक्ट्यूएटर हैं ये यह है रेलवे सभी स्रोतों में एक ही घटक अन्य स्कूल अस्पताल हैं उन सभी में अलग अलग सेंसर और विभिन्न अन्य IoT डिवाइस हैं जो उत्पन्न करता है जो डेटा उत्पन्न करता है और इस डेटा में वॉल्यूम के संबंध में अलग अलग विशेषताएं हैं यह विशाल है आप डेटा की बड़ी मात्रा जानते हैं आप डेटा के विशाल संस्करणों को जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक विभिन्न घटक जो वे उच्च वेग पर आ रहे हैं आपको अलग अलग प्रकार के डेटा मीडिया डेटा के बारे में पता है जिन्हें आप जानते हैं मल्टीमीडिया डेटा पाठ डेटा और इतने पर और इतने पर और आगे वे बड़े 3 V से 5 V से 7 V की इन विभिन्न विशेषताओं पर हैं और यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में पहले ही बात की थी इसलिए मैं इन पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं लेकिन कुछ अच्छी योजना बनाने के लिए आवश्यक है तो आप इस सभी डेटा के साथ क्या करने जा रहे हैं इसलिए आप जानते हैं कि एक संभावना यह है कि इन आंकड़ों को नागरिकों को जनसंख्या को उपलब्ध कराया जा सकता है लेकिन डेटा को इस तरह उपलब्ध कराना मदद नहीं करेगा तो आपको कुछ प्रसंस्करण करना होगा तो हम कहते हैं कि प्रसंस्करण भी किया जाता है फिर आपको इन डेटा को इन अलग अलग स्रोतों से उपलब्ध कराना होगा आइए हम इन विभिन्न स्थानों से उपलब्ध कराए गए विभिन्न पॉइंट से परिवहन डेटा और स्वास्थ्य देखभाल डेटा की जानकारी कहते हैं स्मार्ट सिटी में विभिन्न चीजों के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए इस डेटा को एक साथ फ्यूज करना होगा ताकि भाग वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो तो इस तरह के डेटा से निपटने के लिए एक बात है आप इस बड़े डेटा को जानते हैं जो वास्तविक समय में आ रहा है जो आपको प्रोसेसिंग की सफाई का पता है वास्तविक समय में इस तरह के डेटा का विश्लेषण करना एक बात है लेकिन इसके अलावा आपको उस डेटा को फ़्यूज़ करना होगा जो अलग अलग स्रोतों से आ रहे हैं और यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है और इस तरह स्मार्ट शहरों के निर्माण में विभिन्न अन्य मुद्दे हैं पिछले व्याख्यान में हमने स्मार्ट शहरों के दर्शन के समग्र विचार के बारे में बात की थी लेकिन फिर आपको इसे तकनीकी रूप से संभव बनाना होगा ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि आप कुछ सेंसर कनेक्ट करते हैं और फिर आप जानते हैं कि संचार जिगबी वाई फाई वगैरह होगा और फिर आप डेटा को उपलब्ध कराएँगे कि डेटा सीमित नहीं होने वाला है हितधारकों के संगत उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग करना ताकि सीमित उपयोग हो तो आपको डेटा को एक साथ जोड़कर कुछ बेहतर काम करना होगा और फिर उस तरह के फ़्यूज़ किए गए डेटा को बनाना होगा जिसमें अधिक अंतर्दृष्टि होगी जो अधिक अंतर्दृष्टि देगा आप जानते हैं कि अधिक उपयोगी होगा तो आइए हम आगे देखें और देखें कि डेटा फ्यूजन में हमारे लिए क्या है तो डेटा संलयन मूल रूप से आप जानते हैं कि आप स्मार्ट शहर के वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं हम डेटा के विशाल मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं जो समय समय पर उत्पादित होते हैं और चुनौतियों में इन विशेष प्रकार के आंकड़ों को उपलब्ध कराना शामिल है और ताकि आने वाला बड़ा डेटा अधिक समझ में आ सके और इन विभिन्न स्रोतों से इस डेटा की मदद से इन विभिन्न स्रोतों से डेटा की बड़ी मात्रा विभिन्न भविष्यवाणियों अलग अलग एनालिटिक्स को निष्पादित किया जाना चाहिए तो डेटा पूर्वता की गुणवत्ता और सटीकता मूल रूप से निर्णय लेने की गुणवत्ता को प्रभावित करती है इस तरह के IoT आधारित स्मार्ट सिटी वातावरण में इसलिए डेटा संलयन मूल रूप से विभिन्न प्लेटफार्मों पर विभिन्न स्रोतों से इस सामूहिक रूप से एकत्र किए गए डेटा के इष्टतम उपयोग को सक्षम करता है इसलिए मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन बहुत महत्वपूर्ण है जो मूल रूप से कई सेंसर स्रोतों से जानकारी को जोड़ता है यह निर्णय लेने की प्रणाली की क्षमता को बढ़ाता है ताकि किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले कई प्रकार के चर शामिल किए जा सकें यह मैं आपको बता रहा हूं तो यह अकेले दो डेटा को एक साथ क्लब करने जैसा नहीं है लेकिन आपने अलग अलग मुद्दों पर विचार करने वाले विभिन्न वेरिएबल्स पर विचार किया है और इन प्रणालियों को प्रभावित करने वाले अलग अलग वेरिएबल्स को माना है और आप जानते हैं कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए सेंसर डेटा को नहीं लेना चाहिए आप जानते हैं कि परिवर्तन डेटा को प्रभावित करने वाले सिस्टम को प्रभावित करते हैं और एक साथ सिस्टम को प्रभावित करते हैं जो आपके साथ एक निर्णय पर पहुंचते हैं और उस निर्णय को न केवल निर्णय के लिए उपलब्ध कराते हैं बल्कि शायद अलग अलग विकल्प और उस निर्णय या उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों को उपलब्ध कराते हैं तो मूल रूप से डेटा फ्यूजन आपको ऐसा करने में मदद करेगा कई सेंसर प्रकार के डेटा से इन्फरन्स तैयार किए जाते हैं और ये आम तौर पर आपको पता होते हैं गुणात्मक इन्फरन्स गुणात्मक होते हैं और आप जानते हैं ये मूल रूप से अधिक अंतर्दृष्टि के होते हैं ये अधिक व्यावहारिक होते हैं ये एकल सेंसर टाइप डेटा की तुलना में अधिक अर्थ पूर्ण होते हैं तो ये इन विभिन्न प्रकारों को डालते हैं आप विभिन्न प्रकार के डेटा को एक साथ जानते हैं और कुछ प्रकार के इंटेलिजेंट निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जो व्यक्तिगत डेटा की तुलना में अधिक व्यावहारिक है कई विषम स्रोतों से उत्पन्न सूचना संलयन परिचालन परिवेश की बेहतर समझ और समझ प्रदान करता है चुनौतियों में शामिल हैं हम एक ऐसे वातावरण से निपट रहे हैं जहां डेटा में बहुत अधिक असमानता है अंतर्निहित उपकरणों के कारण अपूर्णता सेंसर वगैरह जैसे उपकरण जहां पर्यावरण के आसपास बहुत अनिश्चितता है बहुत सारी अशुद्धियां हैं जिन्हें हम दूर रख सकते हैं तो डेटा में बहुत अधिक अशुद्धि है और यह मूल रूप से खामियों की ओर ले जाता है अस्पष्टता एक और बात है हम एक ऐसे वातावरण जिसके बारे में बात कर रहे हैं जहाँ आप जानते हैं कि एकत्र किए गए डेटा में बहुत सारे अलग अलग आउटलेट हैं आउटलेट का मतलब है कि कुछ डेटा पॉइंट होंगे जो क्लस्टर में समान डेटा पॉइंट से बहुत दूर होंगे और कुछ लापता डेटा भी हो सकता है तो डेटा में अस्पष्टता भी कम हो सकती है समानता में डेटा में टकराव हो सकते हैं जो एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग सेंसर से जुड़े होते हैं वे परस्पर विरोधी हो सकते हैं वे परस्पर विरोधी हो सकते हैं संरेखण इस तरह से होता है जब सेंसर डेटा उठता है फ़्रेम ट्रांसमिशन से पहले एक विलक्षण फ्रेम में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि इसे भी किया जा सके आप जानते हैं कि संरेखण आप एक विलक्षण फ्रेम में जानते हैं जो चुनौतीपूर्ण है उदाहरण के लिए विभिन्न अन्य तुच्छ विशेषताएं तुच्छ डेटा सुविधाओं के प्रसंस्करण से पूरे सिस्टम की सटीकता में कमी आ सकती है और ये कुछ चुनौतियां हैं जिनके बारे में बात करना है जब आप एक IoT वातावरण में डेटा फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या अवसर हैं इसलिए सामूहिक डेटा जानकारी तक पहुंच रहा है और यह विभिन्न व्यक्तिगत सेंसर से एकल स्रोत डेटा की तुलना में बेहतर इंटेलिजेंस बेहतर अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है इसलिए इन आंकड़ों को एक साथ रखने से आपको पता चलता है कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल जाएगी तो आप जानते हैं कि आवश्यक रूप से आशावादी अमलगेट समामेलन amalgate करने के लिए क्या आवश्यक है आशावादी अमलगेट का अर्थ है कि डेटा को एकीकृत रूप से एकीकृत करना क्योंकि आप जानते हैं कि आप जितना अधिक से अधिक एकीकृत करते हैं आपको पता है कि अधिक जानकारी प्राप्त करना संभव है लेकिन एक ही समय में यह पता है कि आपको यह जानने के लिए वास्तविक समय में भी काम करना होगा कि उस निर्णय का अधिक अर्थ है तो डेटा का एक इष्टतम समामेलन फिर कई कम पाउअर कम सटीक सेंसर से प्राप्त सामूहिक जानकारी सामग्री को बढ़ाता है और डेटा फ़्यूज़न को सक्षम करना मूल रूप से महत्वपूर्ण डेटा स्रोतों और सिमैन्टिक्स अर्थ विज्ञान semantics को छुपाने में सक्षम बनाता है और यह चिकित्सा उपयोग के मामलों के लिए सैन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है डेटा फ़्यूज़न के विभिन्न चरणों में निर्णय स्तर शामिल होता है जो कि मूल रूप से आप जानते हैं कि आप एक पहनावे के बारे में बात कर रहे हैं जो निर्णयों का एक समूह है फिर फीचर स्तर जिसे आप जानते हैं इसका मतलब है कि आप जिन विभिन्न विशेषताओं को जानते हैं वे आपको भविष्य की विभिन्न विशेषताओं के संबंध में फ्यूज करते हैं फीचर स्तर पर एकीकरण किया जाता है फ्यूजन किया जाता है इसलिए यह मूल रूप से निर्णय लेने से पहले सूचना का एक संलयन है और पिक्सेल स्तर इमेजिंग डिवाइस स्तर पर जानकारी का संलयन है तो इमेजिंग उपकरणों पर कि डिवाइस में ही फ्यूजन किया जाता है और एकल स्तर मूल रूप से सेंसर नोड पर या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में ही सूचना का एक संलयन है डेटा फ़्यूज़न के गणितीय तरीकों में संभावना आधारित योजनाओं का उपयोग करना शामिल है जैसे कि बायेसियन विश्लेषण सांख्यिकी रिकर्सिव मेथड ईआई आधारित योजनाएं जैसे आर्टफिशल न्युरल नेटवर्क मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डीप न्यूरल नेटवर्क कान्वलूशनल न्युरल नेटवर्क साक्ष्य आधारित का सिद्धांत साक्ष्य आधारित योजनाएँ उदाहरण के लिए बिलीफ फंक्शन ट्रांसफरेबल बिलीफ मॉडल का उपयोग करते हुए तो ये विभिन्न गणितीय विधियाँ हैं जिनका उपयोग इस इंटेलिजेंस के साथ आने के लिए किया जाता है अलग अलग आंकड़ों से जिन्हें आप जानते हैं कि विभिन्न IoT उपकरणों से सुरक्षित हैं तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे सक्षम करने में एक बड़ा सहायक है तो आप जानते हैं कि हम इस विशेष आकृति पर विचार करें तो परंपरागत रूप से क्या होता है आपके पास ये अलग अलग सेंसर हैं और सेंसर डेटा को संचार माध्यम पर प्रेषित किया जाना है और क्या आपको पता होना चाहिए कि कुछ सक्रियता होने वाली है लेकिन यह कैसे सक्रियण बनाने जा रहा है जो आपको पता है कि संभव है क्या यह इन सेंसर मूल्यों के आधार पर इन सेंसर में से एक या 2 सेंसर से है जिन्हें आप एक्ट करने जा रहे है या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं इसलिए जो कुछ किया जा सकता है उसकी बेहतरी के लिए इन विभिन्न सेंसरों और एक्ट्यूएटर्स के बीच में इंटेलिजेंस की मदद से किसी तरह का निर्णय लेना होता है हम चीजों को बेहतर बनाने के लिए चीजों को बेहतर बना सकते हैं तो यह कैसे संभव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के तरीकों एल्गोरिदम वगैरह की मदद से इसलिए AI यहाँ पर एक बचावकर्ता के रूप में आता है और AI क्या कर सकता है यह सेंसर और एक्ट्यूएटर्स के बीच अत्यधिक सटीक निर्णय कर सकता है तो आइए हम स्वायत्त वाहनों के लिए निर्णय संलयन के परिदृश्य पर विचार करें तो स्वायत्त वाहनों के लिए जैसे स्वायत्त कारों वगैरह उदाहरण के लिए ड्राइवर रहित कार होने पर वे पर्यावरण के साथ बहुत अधिक बातचीत करते हैं उन्हें इस विभिन्न सेंसरों की मदद लेने की जरूरत है जो उन्हें आपके साथ संचार करने के लिए जीपीएस के साथ उपग्रह के साथ जानने की भी आवश्यकता है जैसे कि आप बाधा के लिए LiDAR तकनीक को जानते हैं जिसे आप आगे आने वाले अवरोधों का मानचित्र प्राप्त करने के लिए जानते हैं या अल्ट्रासोनिक सेंसर कुछ अलग अवरोधों की जाँच करने में मदद कर सकते हैं जो कि छोटे पैमाने पर उनसे आगे हैं LiDAR जबकि थोड़ा बड़ा चित्र दे सकता है अल्ट्रासोनिक सेंसर एक छोटे पैमाने पर तस्वीर दे सकते हैं जो स्वायत्त वाहन से आगे है इसलिए स्वायत्त कार वे मूल रूप से विभिन्न स्रोतों से अलग अलग डेटा एकत्रित कर रहे हैं जैसे कि LiDAR सेंसर नेटवर्क उपग्रहों से जीपीएस और आगे के विभिन्न कैमरों के माध्यम से तो इन विभिन्न प्रकारों के सभी अलग अलग डेटा जैसे कि आप देख सकते हैं जुड़े हुए हैं और उन्हें सर्वर पर भेजा जाता है अब आप विभिन्न प्रकार के इन आंकड़ों को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे सीमित मदद के हैं लेकिन क्या इन आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है ताकि स्वायत्त कार को किसी तरह का निर्णय लेने में मदद मिल सके कैसे यह आगे बढ़ने वाला है या यह बाएं या दाएं मुड़ने वाला है या यह क्या करने जा रहा है यदि यह कुछ पैदल यात्रियों को सामने देखता है तो यह क्या करने जा रहा है डेटा फ्यूजन तकनीक की मदद से इस तरह की चीज को संभव बनाया गया है इसलिए आपके माध्यम से किए जाने वाले ये सभी निर्णय उन डेटा के बारे में जानते हैं जो आपके द्वारा ज्ञात विभिन्न स्रोतों से जुड़े होते हैं जो मूल रूप से डेटा फ्यूजन की मदद से संभव किए जाते हैं स्मार्ट पार्किंग मैंने पहले ही व्याख्यान में स्मार्ट पार्किंग के बारे में बात की थी लेकिन हमें इस स्मार्ट पार्किंग में थोड़ी और खोज करनी चाहिए स्मार्ट पार्किंग बहुत महत्वपूर्ण घटक है आजकल हमारे पास विभिन्न शहरों में स्मार्ट पार्किंग समाधान पहले से ही तैनात किए जाने लगे हैं तो एक स्मार्ट पार्किंग वातावरण में क्या होता है आप जानते हैं कि उपयोगकर्ता वास्तव में उस विशेष स्थान पर जाने से पहले जानता है कि शहरों में कौन से स्थानों पर पार्किंग स्थल सही हैं इनमें से कौन से अलग अलग पार्किंग स्थल में मुफ्त पार्किंग स्थल हैं और फिर उसी के अनुसार ड्राइवर यह निर्णय ले सकता है कि कार को कहाँ जाना है और कहाँ पार्क करना है तो स्मार्ट पार्किंग मूल रूप से ड्राइवरों के पार्किंग खोज समय को छोटा करती है तो मूल रूप से आप अलग अलग पार्किंग स्थल की खोज कर रहे हैं कि खोज समय कम हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि पार्किंग को कुशल बनाया जा रहा है यह यातायात की भीड़ को कम करता है अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़क से दूर रखकर प्रदूषण को कम करता है तो आप जानते हैं कि क्या होगा एक स्मार्ट तरीके से आप जानते हैं कि कहां जाना है और उस तरह से पार्क करना है जहां यह होने वाला नहीं है कि आप अपने पार्किंग के इंतजार में कतार में हैं आपका इंजन पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो स्मार्ट पार्किंग में मूल रूप से एक शहर में अनावश्यक रूप से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है यह ईंधन की खपत और लागत को कम करता है और ये सभी वास्तव में आपस में जुड़े हुए हैं ताकि आप जानते हैं कि अधिक ईंधन की खपत तो अधिक प्रदूषण है अधिक लागत शामिल है आप जानते हैं कि इस तरह से ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं शहरी गतिशीलता और कम पार्किंग खोज समय को बढ़ाता है और अधिक पार्क किए गए समय में परिणाम होता है और इसलिए अधिक राजस्व होता है इसलिए एक स्मार्ट पार्किंग परिदृश्य में हम जानकारी संग्रह सिस्टम परिनियोजन को जानने के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि मैं सिस्टम परिनियोजन प्रणाली के साथ शुरू करना चाहता हूं जानकारी एकत्रित की गई है और सतहों को अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रसारित किया जाता है तो ये स्मार्ट पार्किंग की विभिन्न कार्यात्मक परतें हैं जानकारी के संदर्भ में संग्रह की जानकारी सेंसर से पार्किंग में कार में व्यक्तिगत सेंसर से एकत्र की जाती है अलग अलग पार्किंग मीटर होते हैं सेंसर एक साथ नेटवर्क होते हैं तो आपके पास सेंसर नेटवर्क है और क्राउड सेंसिंग भी है मूल रूप से क्राउड सेंसिंग मोबाइल स्मार्टफोन में मोबाइल फोर्स में विभिन्न सेंसर से भीड़ से है उदाहरण के लिए आप विभिन्न डेटा एकत्र करने में सक्षम हैं और ये डेटा निर्णय लेने में मदद करेंगे तो इन सभी डेटा को एक साथ लेने और इन डेटा के संलयन से निर्णय लेने में मदद मिलेगी फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम के संबंध में सिस्टम की तैनाती है जिसे विकसित किया जाना है डेटा का सूचना प्रबंधन ई पार्किंग जिसे आप मार्गदर्शन प्रणाली जानते हैं जो वाहन को निर्देशित करने में मदद करेगाकहां जाना है और कैसे जाना है के बारे में और वहां पर कार पार्क करना फिर डेटा एनालिटिक्स आदि तो ये स्मार्ट पार्किंग में अलग अलग सिस्टम स्तरीय परिनियोजन समस्याएँ हैं गतिशील मूल्य निर्धारण रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर मुक्त सूचना के संबंध में सेवा प्रसार इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित और इंफ्रास्ट्रक्चर मुक्त इसलिए आपके द्वारा ज्ञात विभिन्न सेंसर से अवसंरचना मुक्त वाई फाई वगैरह जैसे नियमित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नहीं हैं यह इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित साधन है जैसे कि नियमित इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से रेगुलर सिटी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाई फाई और आप जानते हैं जैसे 3 जी 4 जी सेलुलर नेटवर्क इसलिए इन सभी पर आधारभूत संरचना आधारित है और फिर बुनियादी ढांचे से मुक्त है जो मैंने अभी आपको विभिन्न उपयोगकर्ताओं के वगैरह के विभिन्न मोबाइल उपकरणों से बने सेंसर तदर्थ नेटवर्क की मदद से बताया है फिर पार्किंग विकल्प और वाहन संबंधी गतिविधियाँ जो स्मार्ट पार्किंग के लिए आवश्यक सेवाओं के निर्माण में योगदान करती हैं स्मार्ट पार्किंग में सूचना संवेदन के संदर्भ में संवेदक स्थिर सेंसर से या मोबाइल सेंसर से किया जा सकता है आप जैसे स्टेशनरी सेंसर जानते हैं कि क्या आप स्थिर सेंसर से डेटा एकत्र कर रहे हैं तो आपको विभिन्न पॉइंट्स पर तैनात होने के लिए बड़ी संख्या में सेंसर की आवश्यकता होती है जो विभिन्न वाहनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाएगा या मोबाइल सेंसर से जहां स्थिर सेंसर के मामले की तुलना में कम सेंसर की आवश्यकता होगी और ये मोबाइल सेंसर कम मोबाइल सेंसर रूट के साथ जानकारी एकत्रित करते हैं जब वे जाते हैं स्मार्ट शहरों में ऊर्जा प्रबंधन आपको ऊर्जा समाधान की आवश्यकता है तो ऊर्जा कुशल समाधान प्रोटोकॉल को हल्का करने के लिए आवश्यक है क्योंकि आप एक उच्च संसाधन बाधा वातावरण से निपट रहे हैं और साथ हीग्रीननेस पर्यावरण और इतने पर कारणों के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना पड़ता है तो लाइटवेट प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है ऊर्जा की खपत के अनुकूलन को जानने के लिए आप के अनुकूलन को शेड्यूल करना आवश्यक है और फिर ऊर्जा खपत के लिए मॉडल की भविष्यवाणी करना एक और महत्वपूर्ण बात है फिर आपके पास क्लाउड आधारित दृष्टिकोण कम बिजली की अवधारणा संज्ञानात्मक प्रबंधन ढांचा है ये स्मार्ट शहरों में ऊर्जा प्रबंधन के लिए अलग अलग ऊर्जा कुशल समाधान हैं ऊर्जा संचयन समाधानों में तकनीक की मदद शामिल होगी जिससे आप ऊर्जा के इन नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सूरज हवा गर्मी कंपन आरएफ स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करना जानते हैं आजकल लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी से ऊर्जा की कटाई की भी बात कर रहे हैं तो आरएफ स्रोतों से सूरज की हवा गर्मी कंपन से ऊर्जा की कटाई और इस तरह से ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के स्रोत ऊर्जा के कई प्रकार के स्रोत हैं और आप इन सभी विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं ऊर्जा संचयन समाधानों में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को समर्पित ऊर्जा संचयन शामिल होगा जिन्हें आप विभिन्न स्रोतों जैसे सौर पैनल वगैरह आप पहले से तैनात जानते हैं IoT स्रोतों के पास ऊर्जा स्रोतों को जानबूझकर तैनात किया जाता है उदाहरण के लिए इन कृषि उपकरणों को शक्ति प्रदान करने के लिए हमारे कृषि क्षेत्र में सेंसर नोड के करीब हमारे पास ये सौर पैनल हैं और ये पैनल सौर पैनल मूल रूप से सेंसर नोड्स को शक्ति प्रदान करते हैं जो हमने अपने कृषि क्षेत्र में तैनात किए हैं और ये सेंसर नोड्स मूल रूप से आपको ज्ञात हैं जिन्हें हमारे संस्थान की स्वान प्रयोगशाला में विकसित किया गया था तो डिवाइस और स्रोत के बीच की दूरी कटाई सर्किट की संवेदनशीलता और पर्यावरण मूल रूप से कटाई की गई ऊर्जा की मात्रा का निर्धारण करने में योगदान करते हैं तो इसके साथ हम स्मार्ट शहरों पर व्याख्यान के दूसरे भाग के अंत में आते हैं यहां हमने ज्यादातर मुद्दों को कवर किया है जैसे कि इन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा को कैसे संभालना है हम इन स्टैंडअलोन सेंसर डेटा की मदद से अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं जो अलग अलग व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करते हैं या क्या यह बेहतर करना संभव है आप जानते हैं कि विभिन्न स्रोतों से डेटा को एक साथ इंटेलिजेंस और इसी तरह की मदद से फ़्यूज़ करके बेहतर करना संभव है तो यह स्मार्ट शहरों के भाग 2 का अंत है अगले भाग में हम इन स्मार्ट वातावरणों के निर्माण के कुछ अन्य विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं और वहां फोकस स्मार्ट घरों पर होगा